आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हम AHP यानी विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से पिछले व्याख्यान में हमने RStudio वातावरण में इस विशेष उदाहरण पर अपनी चर्चा शुरू की जो एक छोटी कार की पसंद है हम जहां रुके हैं वहां से जाने दें पिछले व्याख्यान में हमने RStudio इंटरफ़ेस R और RStudio की स्थापना के बारे में बात की थी फिर हमने इस इंटरफ़ेस और अलग अलग पैनलों के बारे में भी बात की जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं और इन पैनलों का महत्व समझ सकते हैं यदि हमने कुछ पैकेजों को स्थापित करने की आवश्यकता है और फ़ंक्शन pack installpackages 'का उपयोग करने के लिए कैसे करें इस पर भी चर्चा की यदि हम पैकेज का नाम जानते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और इसे सीधे कंसोल सेक्शन में स्थापित कर सकते हैं वीडियो प्रारंभ 0156 तो चलिए अपने अभ्यास से शुरू करते हैं और उस कोड के निष्पादन को शुरू करते हैं जिसे हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा करना शुरू किया था जैसा कि चर्चा की गई है हमारे यहां तीन स्तर हैं लक्ष्य छोटी कार का विकल्प है और हमारे पास तीन मापदंड हैं शैली विश्वसनीयता और ईंधन हमारे पास ये चार विकल्प भी हैं कोर्सा क्लियो फिएस्टा और सैंडेरो तो ये चार छोटी कारें हैं जो हमारे पास विकल्प के रूप में हैं यह एक निर्णय समस्या का एक विशिष्ट उदाहरण है जहां सिर्फ एक निर्णय निर्माता है आमतौर पर यह तब संबंधित समस्या है जब कोई परिवार यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी कार खरीदनी है और आमतौर पर एक व्यक्ति निर्णय निर्माता की भूमिका निभा रहा है इसलिए जैसा कि हमने बात की हमें निर्णय निर्माता से जोड़ीदार तुलनाएं प्राप्त करने और तुलना मैट्रीस का निर्माण करने की आवश्यकता है सबसे पहले हम विकल्पों के लिए तुलना मैट्रिक्स के साथ शुरू करेंगे जैसा कि हमने इन जोड़ीदार विकल्पों के बारे में बात की है वे तत्काल ऊपरी स्तर या मानदंडों के संबंध में हैं इस मामले में हम पहले शैली की कसौटी पर शुरू करेंगे सबसे पहले हम शैली मानदंड के संबंध में विकल्पों के लिए तुलना मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे आप हमेशा मदद अनुभाग में जा सकते हैं और मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं कि यह फ़ंक्शन वास्तव में क्या करता है इस प्रकार हम इस पैनल में हमेशा सहायता अनुभाग का उपयोग कर सकते हैं तो चलो मैट्रिक्स फ़ंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं यह दिए गए मानों से एक मैट्रिक्स बनाता है इन फ़ंक्शन के विशिष्ट तर्कों को सहायता अनुभाग में देखा जा सकता है तो डेटा पहला तर्क है फिर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या और कुछ अन्य तर्क भी हैं आमतौर पर महत्वपूर्ण तर्क डेटा 'nrow' और 'ncol हैं ' अन्य डिफ़ॉल्ट मान हैं तो आप यहाँ स्क्रिप्ट अनुभाग में देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास चार विकल्प हैं हम 4x4 मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इन चार विकल्पों की एक दूसरे के साथ तुलना की जानी है इसलिए हम 4x4 मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं इसलिए हमें सोलह मूल्यों की आवश्यकता है डेटा तर्क में हमें सोलह मानों के एक वेक्टर की आवश्यकता है इसलिए इसे दर्ज किया जाना है और फिर पंक्तियों की संख्या 'nrow ' चार हो जाएगी और स्तंभों की संख्या 'ncol' को चार के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तो आप यहाँ इस कोड में देख सकते हैं nrow और ncol वे चार हैं और आप देख सकते हैं कि सोलह मान दर्ज किए गए हैं ये सोलह मान इस शैली की कसौटी के संबंध में अन्य विकल्प के साथ प्रत्येक विकल्प की जोड़ीदार तुलना के अलावा कुछ भी नहीं हैं एक अन्य फ़ंक्शन जो यहां उपयोग किया जा रहा है वह टी है इसलिए आइए समझते हैं कि यह फ़ंक्शन क्या करता है तो चलिए टाइप करते हैं और आप देख सकते हैं कि यह ट्रांज़ोज़ फ़ंक्शन है इसलिए किसी दिए गए मैट्रिक्स के लिए यह फ़ंक्शन उस विशेष मैट्रिक्स के संक्रमण को लौटाता है इसलिए इस कोड की गणना करें एक बार जब मैट्रिक्स बनाया जाता है और ट्रांसपोज़ में बदल जाता है तो यह शैली को सौंपा जाएगा और इस अर्धविराम के बाद जिसे आप देख सकते हैं हमें अगला निर्देश प्राप्त होता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन हम शैली के आउटपुट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए इस लाइन को निष्पादित करें तो आप कंसोल पैनल में 4x4 मैट्रिक्स देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां सोलह मान प्रदर्शित किए गए हैं मैट्रिक्स की कॉलम और पंक्तियों के लिए उपयुक्त नाम प्राप्त करने के लिए अगली दो पंक्तियों को निष्पादित करें अब आप यहां देख सकते हैं कि कॉलम के साथ साथ पंक्तियों में भी हमारे पास इन चार विकल्पों का नाम है मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक विकल्प की दूसरे विकल्प के साथ तुलना की गई है क्योंकि यह 4x4 मैट्रिक्स है विकल्प की तुलना भी स्वयं के साथ की जाती है और यह मान एक है और फिर अन्य विकल्पों के साथ इसकी तुलना की गई है इसलिए उन मूल्यों को भी यहां दिया गया है उदाहरण के लिए मान ०२५ के मामले में जब हम निर्णय निर्माता से प्रतिक्रियाएँ मांगते हैं तो हमें वास्तव में १४ की प्रतिक्रिया मिलेगी जिसका उल्लेख यहाँ ०२५ के रूप में किया गया है इसी तरह यह मान 016 वास्तव में 16 है जिसे दशमलव प्रारूप में दर्शाया गया है इसलिए ये शैली के मानदंड के संबंध में चार विकल्पों की जोड़ीदार तुलना करते हैं इसी तरह हमें शेष मानदंडों के संबंध में अन्य तुलनात्मक मैट्रिक्स का निर्माण करने की आवश्यकता है इसलिए अगले एक की विश्वसनीयता है इसी तरह हम इसे बनाएंगे तो चलिए इस कोड को चलाते हैं कोड वैसा ही है जैसा हमने स्टाइल के लिए देखा था इसके माध्यम से जाने दो तो आप यहाँ फिर से आउटपुट देख सकते हैं विश्वसनीयता मानदंड के संबंध में यह तुलना मैट्रिक्स है जिसे हम यहां देख सकते हैं और फिर से इन चार विकल्पों इन चार छोटी कारों की एक दूसरे के साथ तुलना की गई है और निर्णय निर्माता द्वारा दिए गए उपयुक्त मानों को यहां इस मैट्रिक्स में देखा जा सकता है ईंधन की तीसरी कसौटी के संबंध में आगे बढ़ते हुए हम फिर से एक तुलना मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं आइए इस कोड को निष्पादित करें और फिर से इसी तरह के तुलना मैट्रिक्स को प्रदर्शित करें अब तक हमने तीन मानदंडों के लिए तीन तुलनात्मक मैट्रिक्स का निर्माण किया है अगला हमें मापदंड के लिए एक और तुलना मैट्रिक्स की आवश्यकता है इससे पहले कि हम वास्तव में मानदंडों के लिए तुलना मैट्रिक्स का निर्माण करें इन तीन तुलनात्मक मैट्रिक्स के परिणामों को संयोजित करें क्योंकि इससे हम इन सभी तुलनाओं को एक बार में देख पाएंगे इसके लिए हम कमांड लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इन तीनों के आधार पर एक सूची डेटा संरचना तैयार की जाएगी जिसे आप जानते हैं कि हमने अभी अभी गणना की है आइए इस कोड को निष्पादित करें और कंसोल सेक्शन में आउटपुट को देखा जा सकता है यानी तीन मैट्रिसेस की सूची तो इस सूची संरचना का पहला तत्व शैली है जो शैली मानदंड के लिए था और मैट्रिक्स वहां है फिर विश्वसनीयता और ईंधन के लिए इसलिए एक डेटा संरचना के भीतर हमने इन तीनों मैट्रिक्स को मिला दिया है सूची पर अधिक जानकारी यह फ़ंक्शन कैसे काम करता है खोज बॉक्स में सूची टाइप करके सहायता अनुभाग में पाया जा सकता है मानदंड के लिए हमारे चौथे तुलना मैट्रिक्स पर वापस आते हैं और लक्ष्य के संबंध में इन मानदंडों की तुलना की जाती है चूंकि हमारे पास तीन मानदंड हैं अर्थात् शैली विश्वसनीयता और ईंधन हमें एक 3x3 मैट्रिक्स की गणना करने की आवश्यकता है तर्क खंड में nrow और ncol को तीन के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि हम एक 3x3 मैट्रिक्स चाहते हैं इसलिए हमें केवल नौ मूल्यों की आवश्यकता है और इन नौ मूल्यों का उल्लेख इस मैट्रिक्स में किया गया है आइए इस कोड को निष्पादित करें और हमें यह मैट्रिक्स मिलेगा कॉलम नाम पंक्ति नाम बनाएँ आप पंक्ति में देख सकते हैं कि हमारे पास शैली विश्वसनीयता ईंधन है और स्तंभ पक्ष में भी हमारे पास शैली विश्वसनीयता और ईंधन है अन्य मेट्रिसेस की तरह जो हमने 05 का मान बनाया है वह वास्तव में 12 है 033 यह वास्तव में 13 है और 025 वास्तव में 4 जी है जैसा कि यहां देखा गया है जिस तरह से प्रतिक्रियाएं ली गईं उन्हें दशमलव प्रारूप में इंगित किया गया है अब जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी AHP का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें निरंतरता की जांच करने की आवश्यकता है अर्थात् इन तुलनात्मक मैट्रिक्स में पर्याप्त स्तर की स्थिरता हो रही है या नहीं तो हम कैसे जाँच करते हैं पहले हमें इस लाइब्रेरी MCDA को लोड करने की आवश्यकता है आपको याद है कि यह वह पैकेज है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में स्थापित किया था अब हमें इस पुस्तकालय को लोड करने की आवश्यकता है ताकि हम निष्पादन के लिए फ़ंक्शन तक पहुंच सकें हमें इस पुस्तकालय को लोड करने की आवश्यकता है इसलिए इस कोड को चलाएं और यह लाइब्रेरी अब लोड हो गई है अब हम उन सभी कार्यों का उपयोग करने में सक्षम होंगे जो इस विशेष पैकेज का हिस्सा हैं इसलिए जो कार्य हम स्थिरता जांच के लिए उपयोग करने जा रहे हैं वह जोड़ीदार संगति उपाय है यह फ़ंक्शन का नाम है और फ़ंक्शन के नाम को टाइप करके इस फ़ंक्शन के बारे में अधिक विवरण हमेशा सहायता अनुभाग से पाया जा सकता है अब आप देखेंगे कि हम यहाँ एक डॉलर अंकन का उपयोग कर रहे हैं और फिर सीआर सीआर स्थिरता अनुपात है जो कि मीट्रिक है जिसे हम अपने विश्लेषण के लिए उपयोग करने जा रहे हैं इस बिंदु पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप R भाषा और वाक्यविन्यास से परिचित नहीं हैं जो इस कोड का हिस्सा है जिसे हम निष्पादित कर रहे हैं तो आप हमेशा वापस जा सकते हैं और मेरे पिछले पाठ्यक्रम में संबंधित व्याख्यान का संदर्भ ले सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग मॉडलिंग आर का उपयोग करते हुए जहां ऐसे व्याख्यान हैं जो आर को परिचय देते हैं और आप आर सिंटैक्स के साथ खुद को परिचित कर सकते हैं वहां आप समझेंगे कि हम इस डॉलर संकेतन और अन्य चीजों से क्या मतलब है और इस निष्पादन के माध्यम से जाने के लिए आपके लिए अधिक आरामदायक होगा कि हम अभी कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए कोड की इस लाइन को निष्पादित करते हैं इसलिए हमें यह मान 016 मिलता है जो सोलह प्रतिशत के बराबर है इसलिए जैसा कि हमने बात की है यह दस प्रतिशत से कम होना चाहिए चूंकि यह मान उच्च पक्ष पर लगता है इसलिए इस विशेष तुलना मैट्रिक्स पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए आइए अन्य तुलनात्मक मैट्रिक्स पर नजर डालें मूल्यों में से एक 007 है इसलिए यह सीमा के भीतर है ईंधन के लिए भी यह सीमा 008 के भीतर है जो दस प्रतिशत से कम है इसलिए हम चार तुलनात्मक मैट्रिक्स में से देख सकते हैं कि हमारे यहां तीन ठीक हैं शैली के लिए केवल पहली तुलना मैट्रिक्स की अनुमति सीमा से अधिक मूल्य है हालाँकि इस समय हम इसे अनदेखा करना चाहेंगे अन्यथा अगला चरण जो किया जाना है इस तुलना मैट्रिक्स पर पुनर्विचार करना और विसंगतियों का पता लगाना और उन्हें सही करना और फिर वापस वापस करना है अब चूंकि हम MCDAपैकेज का उपयोग कर रहे हैं इसलिए इस मुख्य महत्वपूर्ण कार्य में जिसे हम अपने AHP के लिए उपयोग करने जा रहे हैं वास्तव में AHP फ़ंक्शन है तो यह फ़ंक्शन का नाम है जो हमारे लिए मुख्य गणना करता है इस फ़ंक्शन में पहला तर्क मानदंड पीसी है अर्थात् मानदंड युग्मक तुलना और फिर दूसरा तर्क विकल्प पीसी है अर्थात् विकल्पों के लिए युग्मक तुलना एक बार जब हम इस फ़ंक्शन को कॉल करते हैं तो मैं इस समग्र वेक्टर में AHP स्कोर को संग्रहीत करूंगा जो हमारे यहां है तो कोड की इस लाइन को निष्पादित करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि AHP स्कोर की गणना की गई है यह इस कार के लिए 029 है फिर अगली कार के लिए 027 है फिर आप तीसरी कार के लिए 069 और चौथी कार के लिए 036 जानते हैं अगर हम सिर्फ AHP स्कोर को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह चौथी कार है Sandero जिसे सबसे ज्यादा AHP स्कोर दिया गया है जो कि हमारे पास मौजूद मापदंड और विकल्पों पर विचार करते हुए जोड़ी गई है और जो उपलब्ध कराई गई थी इसलिए ऐसा लगता है कि सैंडेरो वह कार है जिसे हम खरीदना चाहते हैं यदि आप स्पष्ट अर्थ में रैंकिंग को इंगित करना चाहते हैं तो आप रैंक फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि सैंडेरो को एक स्थान दिया गया है और फिर कोर्सा फिर क्लियो और फिर पर्व तो ये चार कारें हैं यदि आप इस रैंकिंग का चित्रमय चित्रण देखना चाहते हैं तो फ़ंक्शन प्लॉट का उपयोग किया जा सकता है हालाँकि अभी यह फ़ंक्शन R संस्करण में समर्थित नहीं है जो हम चला रहे हैं इसलिए यदि हम इस कोड को चलाते हैं तो हमें एक त्रुटि मिलेगी आप देख सकते हैं Rgraphviz पैकेज लोड नहीं किया जा सका अब यह तब था जब हमने MCDAपैकेज का इस्तेमाल किया प्रत्येक पैकेज और उस प्रकार की कार्यक्षमता जो पैकेज के हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है कुछ अर्थों में सीमित हो सकती है उदाहरण के लिए यदि हम प्रत्येक मानदंड के लिए भार को देखने में रुचि रखते हैं तो उन्हें इस विशेष AHP फ़ंक्शन और इस पैकेज का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है इसलिए यह एक सीमा है जिसे हम इस विशेष पैकेज के लिए देख सकते हैं आर में मॉडलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त पैकेज की पहचान करने की आवश्यकता है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि कौन से पैकेज उपलब्ध हैं तो एक और पैकेज है जो उपलब्ध है जिसमें AHP कार्यान्वयन भी है बल्कि यह विशेष रूप से AHP के लिए समर्पित है उस पैकेज का नाम स्वयं ahpप है और हम पिछले व्याख्यान में इसके इंस्टालेशन चरणों से गुजरे हैं अब हम इस दूसरे पैकेज ahp का उपयोग करके फिर से एक छोटी कार की पसंद के अभ्यास से गुजरेंगे चलिए अगली फाइल पर चलते हैं जो हमारे यहाँ next ' ahp2R 'है इस स्क्रिप्ट में आप जो पहली टिप्पणी देख सकते हैं वह ahp पैकेज का उपयोग कर रहा है हालाँकि इस विशेष पैकेज के लिए हमें अपने मॉडल को एक विशेष विशेष फ़ाइल प्रारूप में निर्दिष्ट करना होगा जिसे डॉट ahpahp कहा जाता है इससे पहले कि हम आगे बढ़ सकें हमें इस पैकेज के लिए निर्धारित फ़ाइल प्रारूप में अपना AHP मॉडल निर्दिष्ट करना होगा तो हम इस विशेष फ़ाइल car2ahp पर जाएंगे जो वास्तव में उस प्रारूप में लिखा गया है तो एक विशेष वाक्यविन्यास है यह विशेष रूप से आप फ़ाइल या AHP मॉडल को कैसे जानते हैं इसमें निर्दिष्ट किया जाना है इसलिए हमें सिंटैक्स को समझने और इस पैकेज का उपयोग करके हमारी निर्णय समस्याओं को हल करने के बारे में जाने की आवश्यकता है तो पहले मैं आपको इस पैकेज के लिए उपलब्ध प्रासंगिक प्रलेखन के माध्यम से जाने के लिए सहायता अनुभाग में ले जाऊंगा यदि हम खोज बॉक्स में केवल p ahp 'लिखते हैं तो हमें' ahp 'से संबंधित बहुत सी चीजें दिखाई देंगी तो आप देख सकते हैं कि इनमें से अधिकांश परिणाम 'ahp' पैकेज से संबंधित हैं और आपको यहां केवल अंतिम पंक्ति दिखाई देगी यह MCDA पैकेज से संबंधित है जिसे हमने पहले ही उपयोग किया है अन्य लाइनें other ahp 'पैकेज से संबंधित हैं जो उपयोग करने वाले हैं इस पैकेज के बारे में अधिक जानने के लिए और आप यहां ahp फाइल फॉर्मेट देख सकते हैं इससे पहले कि हम इस पैकेज का उपयोग करना शुरू करें हमें इस फ़ाइल प्रारूप को समझने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप इस फ़ाइल प्रारूप पर क्लिक करते हैं तो आप इस प्रारूप के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं आप परिचय देख सकते हैं कि यह 'ahp 'फ़ाइल प्रारूप के विवरण के साथ साथ this गणना' फ़ंक्शन की मूल बातें बताता है जो इस पैकेज का हिस्सा है इसलिए यदि आप इस पैकेज का उपयोग करना चाहते हैं और इस पैकेज का हिस्सा हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि p ahp 'फाइल प्रारूप कैसे लिखा जाना है इस प्रारूप के बारे में अधिक विवरण यहां लिखा गया है उदाहरण के लिए ahp फाइलें YAML प्रारूप में हैं इसलिए यहां बुनियादी बिंदु दिए गए हैं यह इंडेंटेशन पर आधारित है वाक्य विन्यास वास्तव में इसी पर आधारित है टिप्पणियाँ लाइनें इसके साथ शुरू होती हैं इसके द्वारा कई रेखाएँ इंगित की गई हैं इस प्रारूप के बारे में कुछ विवरण कि यह कैसे लिखा जाना है यहाँ हैं उन्होंने इस प्रारूप के मुख्य तत्व दिए हैं जो आप यहां देख सकते हैं आपको पैकेज के संस्करण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता हो सकती है फिर विकल्प और प्रारूप कि उन्हें कैसे लिखा जाना चाहिए फिर दूसरे घटक में हमारा लक्ष्य है फिर हमारे यहां बच्चे हैं इसलिए लक्ष्य के भीतर हमें अपने मानदंड और उप मापदंड भी निर्दिष्ट करने होंगे तो यह वह प्रारूप है जिसका उपयोग किया जाना है और फिर उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने इनमें से प्रत्येक घटक विकल्प लक्ष्य और मानदंड का वर्णन किया है और उन्हें इस फ़ाइल प्रारूप के तहत कैसे लिखा जाना है और जैसे ही आप इस मैनुअल पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको उदाहरण भी दिखाई देंगे इसलिए उनके पास एक छुट्टी का उदाहरण है जिसे प्रारूप को समझने के लिए संदर्भित किया जा सकता है और निर्णय समस्या के लिए मॉडल को कैसे निर्दिष्ट किया जाना है अब आप इस विशेष पैकेज और फ़ंक्शंस के बारे में अधिक समझने के लिए हमेशा इस सहायता अनुभाग का संदर्भ ले सकते हैं जो इस पैकेज का हिस्सा है और फ़ाइल प्रारूप भी हालांकि हम क्या करेंगे यह उदाहरण है कि हमने अब तक चर्चा की है अर्थात् एक छोटी कार की पसंद जिसे मैंने पहले से ही प्रासंगिक फ़ाइल प्रारूप में लिखा है तो हम इसके माध्यम से जाएंगे वैकल्पिक अनुभाग के साथ शुरू करते हैं इसलिए हमें उन विकल्पों का नाम बताना होगा जो हमारे पास हैं तो ये चार विकल्प हैं जो हमारे पास हैं ये विकल्प सटीक सिंटैक्स में लिखे गए हैं जिनका आपको पालन करना है इन विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी इसलिए ये विकल्प कुछ विशेषताओं को ले जा रहे हैं और आप अपनी मॉडलिंग प्रक्रिया में उन विशेषताओं का उपयोग करना चाहेंगे और इसके लिए आप हमेशा सहायता अनुभाग का उल्लेख कर सकते हैं अब विकल्प के बाद हम अगले भाग पर आते हैं जो लक्ष्य खंड है यहाँ हमें अपनी प्राथमिकताएँ निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है सबसे पहले हमारे पास जो मापदंड हैं शैली विश्वसनीयता और ईंधन तो आप इन मानदंडों के लिए देख सकते हैं जोड़ीदार तुलनाओं का उचित उल्लेख किया गया है आप वाक्यविन्यास को नोटिस कर सकते हैं सिंटैक्स का पालन किया जाना चाहिए जैसा कि यहां देखा गया है फिर अगली उप सन्तान यहाँ बच्चे हैं इसलिए हर कसौटी पर खरे बच्चों के साथ हमें सभी विकल्पों के लिए जोड़ीदार तुलनाओं के माध्यम से अपनी प्राथमिकताएं निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार विकल्प हैं इसलिए इन कई तुलनाओं को विशेष रूप से इस फ़ाइल प्रारूप में लिखा जाना चाहिए जो सिंटैक्स का उपयोग करता है जिसे आप यहां देख रहे हैं एक बार जब यह मॉडल विनिर्देश पूरा हो जाता है तो पहले आपको एक फ़ाइल बनाने की आवश्यकता होती है इस उदाहरण के लिए हमने car2ahp बनाया है तो इस फ़ाइल car2ahp में सभी युग्मक तुलना विकल्प के नाम और उन सभी विवरण होंगे इसलिए मॉडल विनिर्देश के बारे में सभी विवरण आप यहां देख सकते हैं और एक बार यह फ़ाइल बन जाने के बाद हम हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पर वापस जा सकते हैं और अब हम अपने मॉडल के निर्माण और क्रियान्वयन में इस विशेष फ़ाइल का उपयोग करने जा रहे हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस लाइब्रेरी को ahp में लोड करेंगे एक बार जब यह लोड हो जाता है तो हमें फ़ाइलों का पता लगाना होगा तो हमने car2ahp लिखा है यह वह निर्देशिका है जो हमारे पास है इसलिए हम ahp एक्सटेंशन वाली सभी फाइलों को सूचीबद्ध करना चाहते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि दूसरा तर्क विस्तार और पूर्ण नाम के बारे में है तो हम इस विशेष निर्देशिका में उन फ़ाइलों का पूरा नाम प्राप्त करेंगे इसलिए यह us listfiles 'हमें वहां फाइलों के नाम सूचीबद्ध करने जा रहा है हालाँकि मुझे इस विशेष निर्देशिका नाम को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक अलग कंप्यूटर के लिए था इसलिए इसे यहाँ बदलना है इसलिए मैं इस निर्देशिका का नाम बदल दूंगा जिसे हमें यहां पहचानने की आवश्यकता है इसलिए इस 'listfiles' में पहला तर्क मुझे निर्देशिका के पथ को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जहां फाइलें स्थित हैं इसलिए पहले मुझे इस पथ को कॉपी करने की आवश्यकता है और यह मैं यहां निर्दिष्ट कर सकता हूं इसलिए यह किया गया है अब एक बार यह निर्दिष्ट हो जाने के बाद मुझे R सिंटैक्स के अनुसार बदलना होगा इसलिए इन सभी को आप जानते हैं कि बैकस्लैश को आगे के स्लैश में बदलना होगा तभी इसे आर सिंटैक्स द्वारा समझा जाएगा यह विशेष रूप से टाइपिंग जो मैं अभी कर रहा हूं यह आपको एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में वाक्य रचना के महत्व के बारे में एक विचार देगा एक बार यह पूरा हो जाने पर हम निष्पादित कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि दो फाइलें हैं car2ahp और carahp इन दो फ़ाइलों में ah ahp 'एक्सटेंशन है और इन्हें p ahp' पैकेज द्वारा आवश्यक फ़ाइल प्रारूप में लिखा गया है इसलिए हम पहले फ़ाइल में रुचि रखते हैं जो कि car2ahp है इसलिए हम इस फ़ाइल का चयन करना चाहते हैं फिर से उसी कमांड का उपयोग करके अब हम इस फाइल का पथ रिकॉर्ड करना चाहेंगे यहां एक टाइप करके मैं इस कमांड का पहला आउटपुट चुन रहा हूं जिसे हमने चलाया था तो हम इस कोड को निष्पादित करते हैं और पथ रिकॉर्ड किया जाता है अब लोड फंक्शन इस पैकेज का हिस्सा है जिसका उपयोग फाइल को फिर से लोड करने के लिए किया जा सकता है इसलिए इसे निष्पादित करें कुछ त्रुटि है तो मुझे फिर से जाने दो इसलिए अभी बनाई गई ahp फाइल में कुछ समस्या है हां इसलिए इस रास्ते को हमें फिर से यहां बदलने की जरूरत है एक बार यह पूरा हो जाने पर हम आउटपुट प्राप्त करेंगे फिर से निष्पादित करें अब अगर मैं इसे फिर से चलाता हूं तो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल का नाम इस चर में दर्ज है और हम इसे लोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यह अब भरी हुई है आप यह भी देख सकते हैं कि एक बार जब मैं कुछ निष्पादित करता हूं तो पर्यावरण अनुभाग में और एक विशेष चर में आउटपुट दर्ज किया जाता है तुरंत इसे पर्यावरण अनुभाग में भी प्रदर्शित किया जाता है अब गणना फ़ंक्शन प्रत्येक मानदंड के लिए एएचपी स्कोर वजन योगदान और स्थिरता अनुपात की गणना करने में मदद करेगा एक बार यह पूरा हो जाने के बाद एक और फंक्शन है जिसे विज़ुअलाइज़ कहा जाता है इसलिए यदि हम कोड के इस भाग को निष्पादित करते हैं तो हम इस दर्शक पैनल में एक पदानुक्रमित संरचना या एक पेड़ जैसी संरचना देखेंगे यदि हम इसमें ज़ूम करते हैं तो आप देखेंगे कि यह हमारी निर्णय समस्या के लिए पदानुक्रमित संरचना है सबसे पहले हमारे पास जड़ है जो वास्तव में उस लक्ष्य का उल्लेख है जो हमारे पास है फिर हमारे पास मापदंड और विकल्प हैं इसलिए हमारे यहां चार विकल्प हैं तो यह वह संरचना है जिसे हम विज़ुअलाइज़ फ़ंक्शन का उपयोग करके बना सकते हैं चूंकि हम पहले ही गणना कर चुके हैं आइए परिणामों को देखें और उनका विश्लेषण करें हम इस फ़ंक्शन का विश्लेषण कर सकते हैं और हम परिणाम देखेंगे तो आप यहाँ पहली पंक्ति में देख सकते हैं ये मान या AHP स्कोर हैं इसलिए यदि हम वापस जाते हैं और पिछले पैकेज के साथ मिले परिणामों से इसकी तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि ये परिणाम प्रतिशत प्रारूप में व्यक्त किए गए हैं और पिछले पैकेज को हमने दशमलव प्रारूप में परिणाम प्राप्त किए हैं लेकिन परिणाम समान हैं उदाहरण के लिए सैंडेरो के मामले में हमें 361 प्रतिशत मिला है और यदि हम पिछले परिणामों की ओर वापस स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें सैंडेरो के लिए 036 का मान मिला इसलिए मान समान हैं इसलिए दोनों पैकेजों की मदद से हमें एक ही आउटपुट मिला इसलिए इस बिंदु पर आप जानते हैं कि हम यहां रुकेंगे और हम इन परिणामों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जो हमें मिल गए हैं और हम अगले व्याख्यान में इसका विश्लेषण और चर्चा करना जारी रखेंगे धन्यवाद